अब तक हमने विभिन्न प्रकार के DC जनरेटर देखे थेउसके बाद हमने DC मोटर की शुरुआत की DC मोटर में मुख्य रूप से हमने जो चर्चा की थी वह सेपरेटली एक्साइटिड DC मोटर थी लेकिन सेपरेटली एक्साइटिड DC मोटर में हालांकि हमने कहा कि मैगनेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट अलग से एक्साइटिड होंगे इसलिए हम इसे कुछ इस तरह दिखा सकते हैं यह हमारा आर्मेचर है और यह फील्ड है और फील्ड अलग से एक्साइट किया जा रहा है तो यह If है जबकि यह Ia है जो आर्मेचर में प्रवाहित हो रहा है शंट लगभग समान है इसलिए शंट लगभग उसी तरह व्यवहार करेगा और मैं कह सकता हूं कि परमानेंट मैग्नेट DC मोटर भी लगभग समान है सिवाय इसके कि इसमें एक्साइटेशन को बदलने की कोई संभावना नहीं होगी फ्लक्स को ना बदल सकने की संभावना इनके बीच का प्रमुख अंतर है अन्यथा वे सभी लगभग समान व्यवहार करते हैं मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि सेपरेटली एक्साइटिड DC मोटर शंट मोटर के साथ साथ परमानेंट मैगनेट DC मोटर यह सभी एक समान व्यवहार करते हैं हमने टॉर्क स्पीड इक्वेशन के बारे में भी कहा था अगर आप याद करें हमने कहा था कि यदि हम यहां पर Va लगाते हैं यह बैक EMF है यह इन्हेरेंट रसिस्टेंस Ra है हम लिख सकते हैं Eb प्लस IaRa इक्वल टू Va तो हम यह भी लिख सकते हैं EbVa IaRa मैं यह भी कह सकता हूं कि kφωVa IaRa लेकिन हमने यह भी कहा था कि TekφIa तो मैं यह क्वेश्चन लिख सकता हूं

टॉर्क स्पीड का संबंध मूल रूप से लीनियर होता है जिससे मैं इस तरह से चित्रित कर सकता हूं अगर यह एक टॉर्क स्पीड प्लेन है इसके एक तरफ हम ω और दूसरी तरफ Te दिखा रहे हैं अगर हम इसे चित्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह एक सीधी लाइन की कैरेक्टरिस्टिक होगी अगर हमारे पास आर्मेचर रसिस्टेंस जीरो होता तो यह मोटर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती क्योंकि हमारे पास आर्मेचर रसिस्टेंस है इसके अनुरूप वोल्टेज में कुछ गिरावट आएगी जो स्पीड में होने वाली गिरावट का कारण है हम याद कर सकते हैं कि यह पॉइंट Vakφ है जो 0 टॉर्क के अनुरूप है तो Vakφ को मैं नो लोड स्पीड कह सकता हूं वह स्पीड जब टॉर्क जीरो है लेकिन जैसे ही मैं अधिक से अधिक करंट को लेना शुरू कर लूंगा या लोड की ओर से टॉर्क की मांग बढ़ेगी तब हमें स्पीड में यह गिरावट देखने को मिलेगी तो यह स्पीड में होने वाली गिरावट है तो अगर मैं कहूं कि यह Te1 हैमेरे पास इसके अनुरूप स्पीड में जो गिरावट देखने को मिलेगी वह होगी तो हमारे पास कुल 3 वैरियेबल्स है जिन्हें हम बदल सकते हैं या तो हम Va को बदल सकते हैं या φ को बदल सकते हैं या Ra को बदल सकते हैं तो यह तीन तरीके हैं जिससे हम DC मोटर की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं तो पहला तरीका है Ra कंट्रोल दूसरा तरीका है Va कंट्रोल और तीसरा तरीका है फ्लक्स कंट्रोल तो यह तीन तरीके हैं जिनका उपयोग कर हम DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल में हम Ra को कंट्रोल करते हैं हम आर्मेचर सर्किट के सीरीज में रसिस्टेंस को शामिल करते हैं हो सकता है कि फील्ड भी इसके साथ कनेक्टेड हो यह इतना जरूरी नहीं है हो सकता है कि यह एक शंट एक्साइटिड मशीन हो और मैं यहां Va कनेक्ट करूं यहां पर हमारे पास पूरा करंट प्रवाहित होगा जो लाइन करंट है इसका एक हिस्सा फील्ड करंट के लिए जाता है और बचा हुआ आर्मेचर करंट के रूप में तो अगर हम स्पीड टॉर्क करैक्टरस्टिक को प्लॉट करते हैं यह ω है यह Te है तो हमारे पास कुछ इस तरह की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होगी अगर हमारी मशीन आइडियल होती उस स्थिति में हमें कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती अब मैं ज्यादा से ज्यादा रसिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं यह Raint है यह Raext है तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रसिस्टेंस को सर्किट में शामिल करता हूं तो ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी तो यहां पर Ra एक्सटर्नल बढ़ रहा है यह Ra इक्वल टू 0 Raext 0 है अगर Ra एक्सटर्नल 0 है तो यह मशीन की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होगी लेकिन अगर हम ज्यादा से ज्यादा Ra बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें आर्मेचर सर्किट के रसिस्टेंस में ज्यादा से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी जिसके कारण यहां पर स्पीड में और अधिक गिरावट नजर आएगी तो चलिए अब इसे डायनामिकली समझने की कोशिश करते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास एक निश्चित टॉर्क की मांग है हम इस ऑपरेटिंग पॉइंट P पर काम कर रहे हैं तो नेचुरल ऑपरेटिंग पॉइंट Te1 का P है तो यह Te1 है यह ऑपरेटिंग प्वाइंट P है यह ऑपरेटिंग प्वाइंट P है अगर हम रसिस्टेंस को बढ़ाते हैं यदि Ra एक्सटर्नल बढ़ रहा है तब क्या होगा कि यहां पर जो करंट प्रवाहित हो रहा है Ia में गिरावट आएगी क्योंकि हमारे पास है तो Ianew आर्मेचर करंट की मूल वैल्यू से कम होगा क्योंकि यह आर्मेचर करंट कि मूल वैल्यू से कम है अब क्या होगा कि जो टॉर्क उत्पन्न हो रही है वह Ianew के प्रपोशनल होगी अब हमारे पास Te कि कम वैल्यू उत्पन्न होगी अब अगर हम स्पीड को देखते हैं तो स्पीड होगी मूल रूप से Te और TL एक दूसरे को संतुलित कर रहे थे जो ω हमें मिल रहा था वह स्टेडी ऑपरेटिंग प्वाइंट था अब Te कम हो गया है क्योंकि Te में कमी आई है जो वास्तव में हमें स्पीड मिल रही थी अब हमें dω dt नेगेटिव मिलेगा अगर यह नेगेटिव है तो स्पीड में कमी आएगी तो अगर स्पीड कम होती है तब हमें बैक EMF में भी कमी देखने को मिलेगी क्योंकि बैक EMF कम हो गया है तो इस इक्वेशन के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि Ia बढ़ेगा तो Ia बढ़ेगा और अपनी मूल वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो आपको स्पीड में कुछ समय के लिए गिरावट देखने को मिलेगी जो आर्मेचर करंट को बढ़ाएगा और अंत में उस स्पीड पर पहुंच जाएगा जो मूल स्पीड से कम होगी तो आप देखेंगे कि यह वही टॉर्क उत्पन्न करने में सक्षम होगा तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि Ra कंट्रोल द्वारा हमें रेटेड स्पीड से कम स्पीड मिलती है आप अरेटेड स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते बशर्ते हम Va को रिटर्न वैल्यू पर रख रहे हैं फ्लक्स भी रिटर्न वैल्यू पर है यह दोनों रेटेड वैल्यू पर है यह सब Ra कंट्रोल से जुड़ा हुआ है इसके बाद है अब हम Va कंट्रोल के बारे में जानेंगे तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के अंदर हम क्या देखेंगे कि मूल रूप से हम जो वोल्टेज लगाते हैं वह रेटेड वोल्टेज होती है तो चलिए हम इसे रेटेड वोल्टेज कहते हैं जो स्पीड हमें मिलेगी वह है अगर हमारा Va बदलता है और कोई चीज नहीं बदल रही है तो हमें इस तरह की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी यहां आप देख सकते हैं की Va में इस तरह गिरावट आ रही है तो यह Varated है यह Va1 है यह Va2 है यह Va3 है जहां पर Varated Va1 से अधिक है Va1 Va2 से अधिक है Va2 Va3 से अधिक है अगर हम वोल्टेज कम कर रहे हैं अगर हम किसी निश्चित ऑपरेटिंग पॉइंट को देखने की कोशिश करें चलिए Te1 देखते हैं जिस पर मशीन ऑपरेट कर रही है अगर हमने 220V लगाया है तो हो सकता है हमें P ऑपरेटिंग प्वाइंट मिले अगर हम 200V लगाते हैं तो हमें Q ऑपरेटिंग पॉइंट मिल रहा है अगर हम 190V लगा रहे हैं हो सकता है हमें R ऑपरेटिंग प्वाइंट मिले और इसी तरह से आगे भी तो हमें स्पीड में गिरावट देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं कि मूल रूप से स्पीड 1400rpm थी यह 1200 rpm पर है और इसी तरह से हमें कम और कम स्पीड मिल रही है तो डायनेमिकली क्या होता है जब हम वोल्टेज को कम करते हैं जब हम 220V लगा रहे हैं तो स्पीड 1400rpm है हमें 1400 rpm की स्पीड मिलेगी जब हम 220V पर काम करेंगे अब हम इसे कम करके 200V पर ला रहे हैं जब हम इसे 200V कर रहे हैं तब होगा मूल रूप से करंट Ia था अब हमारे पास कम Ia होगा क्योंकि Va में कमी आई है अब इसके कारण टॉर्क में गिरावट आएगी इससे ω कम हो जाएगा क्योंकि ω कम हो गया है इसके कारण Eb में गिरावट आएगी जिससे Ia फिर से अपनी मूल वैल्यू पर पहुंच जाएगा तो जब हम Va को बदलते हैं जब Va को कम किया जाता है तब हमें स्पीड में गिरावट देखने को मिलेगी तो Va कंट्रोल तभी उपयोग में लाया जाता है जब हमें रेटेड स्पीड से कम पर काम करना होता है अगर हम रेटेड स्पीड से कम की बात करें और Ia अपनी मूल वैल्यू पर पहुंच रहा है तब टॉर्क क्षमता वहीं रह रही है इसका मतलब यह है की स्पीड में बदलाव 0 से रिटर्न वैल्यू का हो रहा है जब वोल्टेज में 0 से Vrated का बदलाव हो रहा है लेकिन Ia कांस्टेंट रह सकता है इसमें कोई समस्या नहीं है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से स्टेडी स्टेट के बारे में कर रहे हैं हम ट्रांजियंट के बारे में नहीं कह रहे क्योंकि ट्रांजियंट के समय यह निश्चित रूप से बदलेगा तो स्टेडी स्टेट में Ia कांस्टेंट हो जाएगा तो टॉर्क क्षमता भी कांस्टेंट रहेगी यह सब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल से जुड़ी हुई बातें हैं लेकिन याद रखिए कि अगर यह शंट मशीन है तो हमें फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है अगर हम फ्लक्स को कांस्टेंट रखना चाहते हैं इस यह कि फील्ड सिस्टम को अलग से सप्लाई दी जाएगी फील्ड सिस्टम की वोल्टेज कांस्टेंट रहनी चाहिए यह वह वोल्टेज नहीं होनी चाहिए जो आप आर्मेचर को कम कर के दे रहे हैं यह कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए अगर आपके पास कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं रह सकती है तो मैं यह कह सकता हूं कि जब भी हम किसी एक चीज को जैसे कि Va कब बदल रहे हैं उस समय फ्लक्स कांस्टेंट रहना चाहिए और Ra भी कांस्टेंट है हम नहीं चाहते कि हम सभी चीजों को एक साथ बदले एक समय में इन तीनों चीजों को एक साथ नहीं बदलते हैं जब हम Va को बदल रहे हैं तो तब हम फ्लक्स और Ra को कांस्टेंट रख रहे हैं अब हम अपने अंतिम प्रकार के कंट्रोल जो कि फील्ड फ्लक्स कंट्रोल है उस पर जाते हैं तो हम फील्ड फ्लक्स में बदलाव को देख रहे हैं जिसका मतलब है कि यहां पर हमारा आर्मेचर होगा यहां पर हम Va को कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक समय में केवल एक ही चीज में बदलाव किया जाएगा यहां पर हमारा फील्ड सिस्टम है यहां पर हम एक्सटर्नल रसिस्टेंस रखेंगे और इसमें बदलाव करेंगे तो यह Rexternalf है यह ओरिजिनल Rf है तो यह If होगा यह Iline होगा और यह Ia होगा तो हम यहां पर क्या करेंगे कि Va को कांस्टेंट रखेंगे Ra कांस्टेंट है फ्लक्स को कम किया गया है यहां पर Rf मौजूद है हम एक नेगेटिव रसिस्टेंस को इसमें नहीं जुड़ सकते हम केवल पॉजिटिव रसिस्टेंस को यहां रख सकते हैं तो फील्ड सर्किट के रसिस्टेंस को बढ़ाकर हम फील्ड फ्लक्स को कम कर रहे हैं आप सोची थी जब हम फील्ड फ्लक्स को कम कर रहे हैं और हमारे पास है Va की कांस्टेंट वैल्यू के लिए भी नो लोड स्पीड में बदलाव आ रहा है Ra कंट्रोल या आर्मेचर रसिस्टेंस कंट्रोल में नो लोड स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता यह नहीं बदलता तो हम देख सकते हैं कि यह कैरेक्टर स्टिक उसी पॉइंट से शुरू होगी जो हमने बनाई थी लेकिन यहां पर जब हम कैरेक्टरिस्टिक चित्रित करते हैं हम कह सकते हैं कि यह ω है और यह Te है ओरिजिनल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की थी यह नेचुरल टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है अब अगर हम फ्लक्स में बदलाव करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से यह मिलेगी इसके बाद कुछ इस तरह से इसका अगला इस तरह से और बाकी सभी इसी तरीके से आप यह समझ रहे हैं ना यहां पर हमें नो लोड स्पीड में ही बदलाव मिल रहा है और जिस दर के साथ स्पीड में कमी आ रही है वह भी बदल रही है तो यह सब आपस में पैरेलल नहीं है तो यह कैरेक्टरस्टिक्स पैरेलल नहीं होंगे हम कह सकते हैं कि अगर हमें इन कैरेक्टर स्टिक्स को दिखाना है तो हम इसे मूल रूप से कुछ ऐसे दिखाएंगे कि यह ओमेगा है यह टॉर्क है और इसकी नेचुरल कैरेक्टर स्टिक्स कुछ इस तरह से होगी अब फील्ड में होने वाली कमी के लिए यह कैरेक्टर स्टिक इस तरह होगी फील्ड में होने वाली दूसरी गिरावट के लिए यह अलग करैक्टर स्टिक होगी और इसी तरह से बाकी सभी तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल के लिए हमारे पास कैरेक्टर स्टिक कुछ इस तरीके से होंगे और अगर हम से देखें तो फील्ड फलक इस तरफ कम हो रही है तो जब हम इसे कम कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा स्पीड मिल रही है तो यह साफ है कि फील्ड फ्लड कंट्रोल रेटेड स्पीड से ऊपर की स्पीड के संचालन में काम आता है तो आप इसके डायनामिक्स को अपने आप समझ सकते हैं और तर्क कर सकते हैं कि शुरुआत में हमें कुछ ऑसीलेशन देखने को मिलते हैं जब स्पीड अपनी ओरिजिनल स्पीड से अधिक वैल्यू पर जाती है जब हम फ्लक्स को कम करते हैं हम कह सकते हैं कि Te फ्लक्स और Ia के प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम Ia को रेटेड वैल्यू पर रखते हैं क्योंकि फ्लक्स घट रहा है तो हमें Te मैं भी गिरावट दिखेगी Te में आने वाली गिरावट पर ध्यान दीजिए लेकिन स्पीड बढ़ रही है तो Te और ω का प्रोडक्ट कांस्टेंट है हम इसे Te x ω कहेंगे जो पावर है और कांस्टेंट है तो इस हिस्से को हम कांस्टेंट पावर रीजन कहेंगे इसलिए मैं कह सकता हूं कि DC मोटर के संचालन के अलग अलग दो रीजन हैं एक कांस्टेंट टॉर्क रीजन है इस रीजन में हम Va को 0 से रेटेड वैल्यू तक बढ़ाएंगे लेकिन Ra और फ्लक्स दोनों को कांस्टेंट रखेंगे तो इस स्थिति में हम मशीन की कौन से तर्क क्षमता को बनाए रखेंगे दूसरा रीजन है कांस्टेंट पावर जोन इस स्थिति में हम Va को रेटेड वैल्यू पर रखेंगे Va को रेटेड वॉल्यूम से अधिक करना सही नहीं है क्योंकि मशीन के इंसुलेशन का डिजाइन एक निश्चित वोल्टेज के लिए किया जाता है तो हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हम वोल्टेज को इसकी रिटर्न वैल्यू से ऊपर ले जाएं क्योंकि यह मशीन के लिए सुरक्षित नहीं होगा मशीन का इंसुलेशन खराब हो जाएगा इसलिए हम Va को रेटेड वैल्यू पर रखते हैं Ra अपनी मूल इन्हेरेंट वैल्यू पर रहता है लेकिन फ्लक्स को कम किया जाता है तो हम Va में बदलाव और प्लक्स में किए जाने वाले बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं Ra कंट्रोल बहुत नुकसान दे होता है यह आम तौर पर उपयोग में नहीं लाया जाता यह तभी इस्तेमाल में लाया जाता है जब आपको यह प्रदर्शित किया जाता है कि Ra कंट्रोल कम भीड़ के संचालन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो मैं यह कह सकता हूं कि इसकी पूर्णता के लिए हमने Ra कंट्रोल की चर्चा की लेकिन Ra कंट्रोल इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यह बहुत लॉसी होता है तो चलिए सेपरेटली एक्साइटिड या शंट मोटर ड्राइव के स्पीड में आने वाले बदलाव को चित्रित करते हैं यह रेटेड स्पीड है और यह इसका दोगुना 2 ओमेगा रेटेड है अगर हम फ्लक्स को देखते हैं तो फ्लक्स ओमेगा रेटेड तक कांस्टेंट रहेगा इसके बाद हम फ्लक्स को कम करेंगे यहां आप फ्लक्स में गिरावट देख सकते हैं तो यह फ्लक्स और टॉर्क कैपेबिलिटी है हम यहां पर एक साथ कई वेरिएबल को चित्रित कर रहे हैं अगर हम वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज कुछ इस तरह बढ़ेगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो यह Va है और इसके साथ हम पावर को प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि पावर भी धीरे धीरे बढ़ेगी यह टॉर्क मल्टीप्लायड बाय ω है अब यहां पर पावर लगभग कांस्टेंट रहेगी वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगी लेकिन यहां पर फ्लक्स और टॉर्क में कमी आएगी यह दोनों चीजें यहां पर दर्शाई गई हैं तो मैं कह सकता हूं कि यह रीजन कांस्टेंट टॉर्क रीजन है और यह रीजन कांस्टेंट पावर रीजन है तो इस पॉइंट पर फ्लक्स कम हो रही है जिससे आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मजबूत होगा तो आप देख सकते हैं कि टॉर्क उस वैल्यू से कम होगी जितना हमने सोचा था क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स को और कम कर देगा मान लेते हैं कि यह 100 परसेंट फ्लक्स है 05Wb के आसपास इस पॉइंट पर यह 025Wb है हो सकता है कि आयुर्वेद रिएक्शन के कारण इसमें 01Wb की कमी आए जिसके कारण यह यहां पर 04Wb होगा लेकिन यहां पर यह 015Wb होगा यह बहुत ही कम हो गया है जिसके कारण यह पर्याप्त टॉर्क उत्पन्न नहीं कर पाएगा तो चलिए कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टॉर्क जोन के बारे में देखने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट टॉर्क जोन या कांस्टेंट टॉर्क से जुड़ी ड्राइव ऐसी जगह उपयोग की जाती है जैसे कि एलिवेटर जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और हम उन्हें बाहर जाने को नहीं कह सकते अगर हम स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि टॉर्क क्षमता या कैपेबिलिटी कांस्टेंट रहे होइस्ट इलेक्ट्रिक वाहन कांस्टेंट टॉर्क जोन के संदर्भ में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपयोग है कांस्टेंट पावर जोन से जुड़े कुछ उदाहरण है जैसे कि कुछ पंप्स फैंस और ऐसी चीज है जिनमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती जो कम टॉर्क की मांग करते हैं तो हम कांस्टेंट पावर ड्राइव के इस्तेमाल पर जा सकते हैं यहां पर फील्ड कंट्रोल का इस्तेमाल होता है जबकि यहां पर आर्मेचर कंट्रोल का इस स्थिति में Va कंट्रोल का उपयोग होता है जबकि मैं यहां आर्मी च कंट्रोल फील्ड कंट्रोल का उपयोग करूंगा तो यह दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल से जुड़ी हुई है DC मोटर ड्राइव में कुछ और चीजें हैं जिनकी चर्चा अभी बाकी है मैं आज सीरीज मोटर शुरू करूंगा और इसके बाद दूसरी चीज जो हमें देखनी है वह है कंपाउंड मोटर कैरेक्टर स्टिक के बारे में हम सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल के बारे में भी चर्चा करेंगे तीसरी चीज जो हम चर्चा करेंगे वह होगी डीसी मोटर ड्राइव की स्टार्टिंग और चौथी चीज जो हम चर्चा करेंगे वह ब्रेकिंग है हालांकि अभी तक हमने कमयुटेटर के बारे में भी चर्चा नहीं की है तो हम इसके बारे में भी देखेंगे तो चलिए अब जल्दी से सीरीज मोटर को देखते हैं सीरीज मोटर में फील्ड सीरीज में होती है तो यहां पर हमारा आर्मेचर होगा और यहां पर हमारी फील्ड सीरीज में होगी और यहां पर हम सप्लाई को लगाएंगे अगर मैं इसे Iline लिखता हूं तो यह Ia के बराबर है इसे हम If भी कह सकते हैं तो हमारे पास है सीरीज मोटर की प्रमुख उपयोगिता यह है कि हमें बहुत अधिक स्पीड मेरे सकती है तो यह मशीन विशेष रूप से ऐसे उपयोगों के काम आती है जो हमारे घर में मौजूद है जैसे मिक्सर और एक ड्रिलिंग मशीन यह दोनों सीरीज मोटर का उपयोग करती हैं जो 15000 से 20000 rpm पर काम करती है लेकिन हमारे पास घरों में AC सप्लाई होती है DC सप्लाई मौजूद नहीं होती है जब कोई सीरीज मोटर AC और DC सप्लाई के साथ काम कर सकती है तो उसे यूनिवर्सल मोटर कहते हैं जब हमने DC मशीन की चर्चा शुरू की थी तब हमने कहा था कि DC मोटर किसी को लैमिनेट नहीं किया जाता लेकिन यूनिवर्सल मोटर में यह करना आवश्यक है फील्ड को लैमिनेट करना जरूरी है क्योंकि जब हम AC सप्लाई दे रहे हैं तो फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगी ऐसी स्थिति में हमें निश्चित तौर पर यह सुनिश्चित करना है कि फील्ड सिस्टम भी लैमिनेटेड हो AC सीरीज मोटर और DC सीरीज मोटर में प्रमुख अंतर यह होता है कि इसमें फील्ड लैमिनेटेड होती है AC मैं यह लैमिनेटेड होंगी जबकि DC में नहीं होगी तो अगर हम सीरीज मोटर को देखें वही इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी Va IaRa kφω या Eb जिससे हम स्पीड टॉर्च रिलेशनशिप को प्राप्त कर सकते हैं पहले से ही समय समाप्त हो गया है इसलिए हम अगली कक्षा में इसे जारी रखेंगे